ठीक है इसलिए एक अन्य मुद्दा है जिस परेशानी से मैं गुजर चुका हूं फ्रॉम'from' की फ्रॉम क्या है टू'to' क्या है मुझे कहां शुरू करना था और मुझे कहां समाप्त करना था इस सभी परेशानी से मैं गुजर चुका हूं लेकिन यदि आपके पास एक साधारण फॉर लूप हो तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होगी ओपनएमपी आपके लिए इन सभी चीजों का ख्याल रखेगा ठीक है इसलिए इसके लिए आप क्या करोगे आपको केवल इतना करना है फॉर लूप के पहले आपको केवल ' pragma omp for' कहना है और अब मैं काम को बांट नहीं रहा हूं 'fori 0 i ARR size i ' 0 to 1000000000 - 1 यह पूरा लूप है और मैं psum मैं जोड़ रहा हूं psum क्या है एक निजी वेरिएबल है ठीक हैयह थ्रेड के लिए लोकल है इसलिएइस केस में ओपनएमपी आपके लिए क्या कर रहा है कंपाइलर कोड को यह सुनिश्चित करने के लिए पेश करता है कि यह विभाजित है विभाजन वास्तव में स्टैटिसटिकली या डायनामिकली रूप से हो सकता है हम लोग उसको देखेंगे ओपनएमपी इस विभाजन का ख्याल रखता है आपको यह भी बताने की जरूरत नहीं होती कि काम कैसे बटा हुआ है ओपनएमपी फॉर लूप को आपके लिए डिवाइड करेगा आप केवल एक सामान्य फॉर लूप लिखिए और यह कोई नया पैरलल रीज़न नहीं है ठीक है यह समझना चाहिए नए थ्रेड यहां पर लाए नहीं किए जा रहे हैं वह यहां होगा ठीक है यह पैरलल रीज़न है नए थ्रेडस इस पॉइंट पर लॉन्च होंगे और इस पॉइंट पर वे आपस में जुड़ेंगे यह केवल एक कंस्ट्रक्ट है जिसके अंदर फॉर लूप थ्रेड के बीच बटा हुआ है और फिर आपने अपना कोड लिखा और कुछ यहां पर इंपलीसिट है जैसा कि मैं आई शून्य के बराबर से लेकर आई एर साइज से कम पर काम कर रहा हूं इसलिए मैं कोई विभाजन नहीं कर रहा हूं मैंने इसे एक सामान्य लूप की तरह ही लिखा है ओपनएमपी लूप को विभाजित करेगा मैं लिख रहा हूं psumai psum हर थ्रेड के लिए निजी है यह एक अकेला लूप है लेकिन हर थ्रेड अलग अलग psum एक्सेस कर रहा है जब लूप को एक्जिक्यूट कर रहा है यह लूप का हिस्सा है और शेष कोड वैसा ही है मैं इस कोड को रन करता हूं और मुझे वैसा ही समय मिलता है जैसा कि पहले मिल चुका है इसलिएमुझे काम को विभाजित करने का काम करने की जरूरत नहीं है मेरे पास ओपनएमपी है जो कि मेरे लिए यह काम करेगा एक चीज आपको ध्यान रखना होगा कि वेरिएबल आई पहले मैंने आई को निजी कहा था अब मैंने इसे हटा दिया है अब आई निजी वेरिएबल नहीं है इसलिए मुझे आई को निजी डिक्लेअर करने की जरूरत नहीं है इसका स्कोप सेट करने की जरूरत नहीं है इसलिए ओपनएमपी यह सुनिश्चित करता है कि यदि मेरे पास ' pragma omp for' है तब उस फॉर लूप के लिए वेरिएबल अपने आप निजी सेट हो जाएगा ऐसा ही होगा क्योंकि सारे थ्रेड अपने सेट ऑफ इटरेशंस को एक्जिक्यूट कर रहे होंगे स्टूडेंट यदि फॉर लूप का कैस्केड है तो यह कैसे काम करेगा नहीं यह केवल उस फॉर लूप पर अप्लाई होगा जो ' pragma omp for' के तुरंत बाद आ रहा होगा यदि मेरे पास एक फॉर लूप के अंदर एक और फॉर लूप है तो वह फॉर लूपउस फॉर लूपको सभी थ्रेड शुरुआत से लेकर अंत तक एक्जिक्यूट करेंगे जो कि थ्रेड्स के बीच में साझा नहीं है यह ' pragma omp for' केवल इस फॉर लूप के लिए लागू है किसी और फॉर लूप के लिए नहीं जो इसके अंदर आ रहा है यदि मैं यह 'fork 0 k 10 k ' फॉर लूप लिखता हूं यदि आई लूप के अंदर इस तरह का कोई लूप है तब हर थ्रेड इस लूप को 0 से लेकर 9 तक एग्जीक्यूट करेगा स्टूडेंट क्या यह संभव है कि हमारे पास कई फॉर लूप्स हो और इन फॉर लूप के काम थ्रेड्स के बीच विभाजित हो हां यह संभव है यदि एक बार आप मूलभूत चीजें समझ जाएंगे और तब आप इन चीजों को ओपनएमपी रिफरेंस मैन्युअल मे भी देख सकते हैं और समझ सकते हैं ओपनएमपी में यह संभव है आप स्पेसिफाई कर सकते हैं कि कितने लेवल तक कैस्केड करना है थ्रेड्स के बीच में काम को विभाजित करने के लिए ठीक है एक और चीज से हमें छुटकारा मिल सकता है की मैं psum के सारे काम कर रहा हूं मैं हर थ्रेड के लिए एक निजी वेरिएबल रख रहा हूं और इसको मैं सम में एकत्रित करना चाहता हूं इसलिए मैं चाहूंगा कि ओपनएमपी सारे काम मेरे लिए करें इसलिए मुझे बस रिडक्शन कहना है ऑपरेशन और रिडक्शन ऑपरेशन और वेरिएबल और फिर यह मैं कोड लिखूंगा ' pragma omp for' 'fori 0 i ARR size i ' 'sum ai' आंतरिक रुप से ओपनएमपी क्या करने जा रहा है कंपाइलर इसे किस कोड से सब्सीट्यूट करने जा रहा है यह आंशिक सम राशि शुरू करने जा रहा है आंशिक सम करेगा और अंत में उन सबको एकत्रित कर लेगा यह उन सारी चीजों का ख्याल रखेगा जो हम लोग इंपलीसिटली कर रहे थे मैं उस सम को रिडक्शन वेरिएबल कह रहा हूं मैं चाहता हूं वह मान थ्रेडस सम मे जोड़ने के लिए करें यह प्रत्येक थ्रेड के लिए आंशिक सम वैरियेबल्स आवंटित करेगा और अंत में उन्हें एक साथ जोड़ देगा आप कैसे अंतिम आंशिक सम वैरियेबल्स पता करेंगे मैं यहां पर बता रहा हूं यह सारे आंशिक सम को अंतिम सम मे जोड़ देगा मैं इस कोड को एक्जिक्यूट करता हूं यह फिर से वही समय बता रहा है इसलिए यह सही है इसलिए यह रिडक्शन 'plus colon sum' मैं डायरेक्टिव पर स्पेसिफाई कर सकता हूं पैरलाल रीजन पर ' prgama omp parallel' के साथ या मैं ' pragma omp for' पर स्पेसिफाई कर सकता हूं इस मामले में यह आंशिक सम को आवंटित करेगा और इस फॉर लूप के अंत में उन्हें मिला देगा इस मामले में यह उन सभी को जोड़ेगा और पैरलल रीजन के अंत में उन्हें आपस में मिला देगा इस कोड में मेरे पास ' pragma omp parallel' डायरेक्टिव जिसके तुरंत बाद ' pragma omp for' डायरेक्टिव है और ' pragma omp parallel' इसके अलावा कुछ नहीं कर रहा है जो कि ' pragma omp for' के अंदर ही है इसलिए वास्तव में मैं इन दोनों को आपस में मिला सकता हूं और इन्हें मिलाने के लिए मैं ' pragma omp parallel for' कहूंगा जिसका मतलब है कि यह एक पैरलाल रीजन है और यह केवल एक फॉर लूप है और मैं इस फॉर लूप को थ्रेडस के बीच में पैरालाइज करना चाहता हूं यह कहने का सिर्फ एक शॉर्टकट तरीका हैऔर बाकी सब कुछ वही रहता है